दो चरण प्रवाह और गर्मी हस्तांतरण के तीसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है इस व्याख्यान में हम सजातीय मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे तो इस व्याख्यान के अंत में आप सजातीय मॉडल की प्रयोज्यता को समझेंगे इस सजातीय मॉडल की मूल धारणाएँ क्या हैं अब हम समझने की कोशिश करेंगे हम एक सजातीय प्रवाह के अनुसार पाइपलाइन में दबाव में गिरावट की गणना करेंगे हम चरण परिवर्तन की उपस्थिति में सजातीय प्रवाह को देख रहे हैं और इस व्याख्यान के अंत में हम 1 योगपात का अभ्यास करेंगे जहाँ आपको दबाव में गिरावट का सजातीय प्रवाह के मामले में पता चलेगा अब आपको इस सजातीय प्रवाह की एक मूल रूपरेखा देने के लिए मैंने यहाँ एक चित्र दिखाया है जहाँ आप पता लगा सकते हैं कि पाइपलाइन क्षेत्र में तरल के आसपास गैसीय चरण के बहुत सारे बुलबुले वास्तव में सजातीय रूप से बिखरे हुए हैं इसलिए यहां हम तरल वेग को Uf और गैसीय वेग को Ug कहेंगे अब सजातीय प्रवाह की पूर्वधारणा के आधार पर हम Ug को Uf के बराबर मानते हैं तो इसका मतलब है कि सजातीय प्रवाह में हम गैसीय चरण वेग को तरल चरण वेग के बराबर मानते हैं अच्छा यहाँ हम इस वेग को Uh के रूप में लिखते हैं h सजातीय मॉडल को दर्शाता है तो आपको यह पता लगेगा कि Ug Uf के बराबर है और Uh के बराबर भी है इस प्रकार का प्रवाह प्रवृत्ति बुलबुली प्रवाह की स्थिति विस्पी कुण्डलाकार प्रवाह आदि स्थिति के लिए सामान्य है आगे सजातीय प्रवाह पहले हमें समझने की आवश्यकता है हमारे पास सजातीय चरण के लिए विभिन्न गुण क्या हो सकते हैं तो यहां पहले मैंने आपको घनत्व के रूप में दिखाया है इसलिए सजातीय प्रवाह के लिए घनत्व ρh बराबर होगा ρg गुणा α प्लस 1 α गुणा ρf लिख सकते हैं तो आइए देखें कि यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है तो हम जानते हैं कि निरंतरता समीकरण से W कुल प्रवाह दर Wg प्लस Wf के बराबर है अब सजातीय प्रवाह के मामले में इस W को AUh गुणा ρh के रूप में लिखा जा सकता है ρh सजातीय घनत्व है और Uh सजातीय वेग है दूसरी ओर Wg AgUg और ρg निरंतरता समीकरण से लिखा जा सकता है एक समान आचरण के रूप में Wf को Afuf और ρf के रूप में लिखा जा सकता है अब हम सजातीय मॉडल से जानते हैं कि Uh Ug के बराबर है और Ug Uf के बराबर है Uh जो सजातीय वेग है वह बराबर होगा Ug और Uf के तो यह U दोनों पक्षों से रद्द किया जा सकता है इसलिए ρh का पता करेंगे क्योंकि वह बराबर होगा Ag बटा A गुणा ρg प्लस Af बटा A गुणा ρf अब हम जानते हैं Ag बटा A और कुछ नहीं बल्कि हमारा वोयड अंश α है तो हम लिख सकते हैं कि यह अल्फा गुणा ρg और इसी तरह Af बटा A होगा 1 - α गुणा ρf तो ρh वास्तव में अल्फा ρg प्लस 1 माइनस α गुणा ρf है जो समीकरण मैंने आपको यहां दिखाया है इसी तरह से यदि आप क्षेत्रफल की तरफ से जाते हैं तो पाइपलाइन का कुल क्षेत्रफल गैसीय चरण और तरल चरण द्वारा अधिकृत है इसलिए मैं लिख सकता हूं कि A Ag प्लस Af के बराबर है इसलिए निरंतरता समीकरण से A को मैं W बटा Uh गुणा ρh से लिख सकता हूं कुछ इसी अंदाज में Ag को Wg बटा Ug गुणा ρg और Af को Wf बटा Uf गुणा ρf के रूप में लिखा जा सकता है तो यहाँ एक बार फिर से सजातीय मान्यताओं को लेकर वेग को रद्द किया जा सकता है अर्थात् Uh Ug Uf तो हम् 1Uh को WgW गुणा 1ρg प्लस WfW गुणा 1ρf के बराबर लिख सकते है अब हम WgW को थर्मोडायनेमिक्स से x के रूप में लिख सकते हैं ठीक है और Wf W को कहा जा सकता है इसलिए इसका उपयोग करके मैं लिख सकता हूं 1 ρh x ρg प्लस ρf के बराबर है इसलिए सजातीय गुण घनत्व को इन 2 रूप में लिखा जा सकता है ρh α गुणा ρg प्लस 1 α गुणा ρf के बराबर है 1ρh बराबर है xρg प्लस बटा ρf ठीक है अब इसी तरह से तरल पदार्थ की विस्कोसिटी को भी परिभाषित किया जा सकता है आप देखें कि यहाँ पर मैंने 2 महत्वपूर्ण विस्कोसिटी सहसंबंध मैकएडम्स सहसंबंध और सिचिट्टी सहसंबंध दिखाया है तो विस्कोसिटी कई सहसंबंधों द्वारा प्राप्त की जा सकती है जैसे कि मैंने यहां मैकएडम्स सहसंबंध का उल्लेख किया है जो कुछ भी नहीं सजातीय विस्कोसिटी है 1μh बराबर है x गुणवत्ताμg गैसीय अवस्था विस्कोसिटी प्लस μf जो तरल चरण विस्कोसिटी है इसी तरह सिचिट्टी सहसंबंध भी हम अवलोकन का उपयोग करते हैं μh बराबर X गुणा μg प्लस गुणा μf तो इस तरह हम सजातीय चरण के लिए विस्कोसिटी प्राप्त कर सकते हैं अब ये सहसंबंध हैं क्योंकि जैसा कि हमने यहां विकसित किया है कि यहाँ घनत्व सजातीय सजातीय विस्कोसिटी का पता लगाना आसान नहीं है इसलिए हमें सहसंबंध पर निर्भर रहना होगा ठीक है आइए हम यह पता लगाने की कोशिश करें कि एक सजातीय पाइपलाइन में दबाव में गिरावट कैसे निकाला जा सकता है इसलिए यहां मैंने आपको पाइपलाइन के एक छोटे से क्रॉस सेक्शन का एक विशिष्ट उदाहरण दिखाया है तो इस पाइपलाइन में पाइपलाइन की लंबाई dz है पाइपलाइन का व्यास हम D मानते है पाइपलाइन की परिधि p होगा जो जोकि pi गुणा D होगा और हमने माना है कि सजातीय प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है ठीक है जैसा कि प्रवाह पाइपलाइन की दीवार में नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो यहां शियर स्ट्रेस Tauw होगा अब हम पहले प्रयास करेंगे कि विभिन्न द्रव यांत्रिकी समीकरण यहाँ पर कैसे काम करती है 737 तो पहले निरंतरता समीकरण आप यहाँ देख सकते हैं निरंतरता समीकरण A गुणा ρh गुणा Uh तो आपका A गुणा Uh जो कि ρh गुणा वोलूमेट्रिक फ्लक्स जोकि सजातीय घनत्व है जो द्रव्यमान प्रवाह दर होगा जो निरंतरता समीकरण के अनुसार स्थिर रहेगा आगे द्रव यांत्रिकी से संवेग समीकरण हमें यहां लिखने की कोशिश करते हैं तो माइनस डेल्टा P डेल्टा Z माइनस dp dz पाइप लाइन के में सर्वत्र दबाव में गिरावट है है जो कि 3 अलग कारणों की वजह से है पहला एक घर्षण है इसलिए घर्षण के कारण dpdz होता है फिर dpdz z के कारण है जो कुछ भी नहीं है लेकिन पोटेंशियल हेड है और फिर अंत में dpdz त्वरण के कारण है क्योंकि बहाव है तो त्वरण भी होगा इसलिए दबाव गिरावट त्वरण के कारण भी हो सकता है तो ये सब 3 घर्षण बोयेंसी और त्वरण वास्तव में पाइपलाइन में समग्र दबाव गिरावट दे रहे हैं आइए अब हम इन सभी एक एक टर्म को अलग अलग देखने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले घर्षण वर्णन में आता हैं इसलिए यहाँ देखें डेल P डेल Z घर्षण को मैं नीचे लिख सकता हूं 1A जो कि A पाइप लाइन का क्षेत्रफल है गुणा dfdz जहां f घर्षण बल है तो घर्षण बल 1A गुणा dfdz लिख सकते हैं अभी आइए हम यह देखने की कोशिश करें कि कैसे हम उस घर्षण बल को यहाँ पर दिखा सकते हैं इसलिए हम पाइप क्रॉस सेक्शन का उपयोग करेंगे जो मैंने स्लाइड में दिखाया है ताकि हमें यह पता चले घर्षण के कारण यह वास्तव में 1 A dfdz है इसलिए यह f घर्षण बल है और A एक क्षेत्रफल है ठीक है अब f घर्षण बल है और मुझे पता है कि घर्षण बल शियर स्ट्रेस पर निर्भर करता है तो मैं लिख सकता हूँ dfdz वास्तव में आपका शियर स्ट्रेस गुणा परिधि p है परिधि p मैंने आपको पहले ही चित्र में दिखाया है जो pi गुणा d है जहां d नली का व्यास है तो मैं क्या कर सकता हूं मैं इस को यहां बदल सकता हूं ताकि आपको 1A गुणा Tauw गुणा p मिल जाए अब Tauw शियर स्ट्रेस क्या है हम तरल यांत्रिकी से जानते हैं कि Tauw को 12 गुणा ρh गुणा Uh व्होल स्क्वायर गुणा घर्षण कारक fh के रूप में लिख सकते हैं तो यह घर्षण कारक सजातीय घर्षण कारक है और इसके साथ ही ρh गुणा Uh2 गुणा 12 किया जाता है अब इस घर्षण कारक का पता कैसे लगाएं अब इस घर्षण कारक के लिए निश्चित रूप से आपको पहले सजातीय प्रवाह की पहचान करने की आवश्यकता है की प्रवृत्ति क्या है क्या यह लैमिनार है या तुर्बुलेंट है तो हम पहले क्या करते हैं हम रेनॉल्ड्स संख्या reynold's number पता लगाते हैं सजातीय प्रवाह के लिए जो GD μh है तो आप सजातीय से पता लगा सकते हैं कि क्या यह लमीनर या तुर्बुलेंट पर निर्भर करता है कि आप पहले यहाँ पर रेनॉल्ड्स संख्या reynold's number का पता लगाएंगे जो G Dμh है μh पहले से ही हमने दिखाया है कि आप या तो मैकएडम्स सहसंबंध या च्च्सिट्टी सहसंबंध ले सकते हैं अब Reh को निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि यह लैमिनार प्रवृत्ति का होता जा रहा है तो द्रव यांत्रिकी द्वारा समीकरण 64Re का उपयोग करेंगे जो कि बहुत सामान्य है और अगर यह तुर्बुलेंट है तो आप fh का उपयोग कर रहे होंगे जो 0079 14 के बराबर है इसलिए एक बार जब आप Reh पता कर लेंगे तो घर्षण कारक का पता लगाना मुश्किल नहीं होगा यह घर्षण कारक मूल्य यहाँ से हम इसे यहाँ पर डालेंगे तो 1A गुणा 12 Rhoh Uh स्क्वायर गुणा fh हैं तो यह ½ गुणा A गुणा fh हो जाता है अब Rhoh Uh स्क्वायर के स्थान पर Rhoh स्क्वायर Uh स्क्वायर बटा Rhoh लिखते हैं इसलिए बाद में हम fh2A प्राप्त करते हैं अब यह Rhoh Uh जो वास्तव में आपका G है इसलिए आप इसे G के रूप में लिख सकते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास बहरहाल मैंने P को लिखने में चूक कर दी है इसलिए हमलोग P को यहां रखेंगे इसलिए हम यह जानेंगे की G2 ρh हो जाता है और यहाँ पर p है अब pA तो p एक परिधि pi गुणा D है और A pi D24 है अगर यह कैंसिल हो रहा है तो D4 बचेगा तो आपको fh और फिर 4D मिलेंगे ठीक है और G2 और ρh जिन्हें हम लिख सकते हैं छोटा vh जो सजातीय प्रवाह के लिए स्पेसिफिक आयतन विशिष्ट मात्रा के अलावा कुछ भी नहीं है तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम 2 fh D गुणा G2 और vh को α गुणा vg प्लस 1 अल्फा गुणा vf में लिखा जा सकता है तो यह घर्षण दबाव गिरावट के लिए अंतिम समीकरण है जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है आप इस भाग के द्वारा 2fh G2 vf प्लस x गुणा vfg देखते हैं जो मैंने α किया है वह मैंने कॉमन लिया है इसलिए यह vf प्लस x गुणा vfg D बन जाएगा D ट्यूब का व्यास है अगला हम घटक पर आते हैं जो त्वरण घटक के अलावा और कुछ नहीं है अच्छा यहाँ हम देखते हैं कि त्वरण घटक 1A इकाई क्षेत्र होगा और यह एक संवेग है W गुणा Uh W द्रव्यमान प्रवाह दर है और Uh सजातीय वेग है तो संवेग की परिवर्तन दर बटा क्षेत्रफल बल होगा तो आइए जानें कि हम इस समीकरण का सरलीकरण कैसे कर सकते हैं अगला हमें त्वरण भाग में त्वरण के कारण दबाव गिरावट के लिए जाना चाहिए तो वहाँ हम त्वरण के कारण dpdz का पता लगाएंगे जो कि 1A ddz W गुणा Uh है अब आप देखते हैं कि यह W आपके Z के संबंध में के साथ नहीं बदल रहा है तो WA ddz है तो आप WA को G लिख सकते है तो ddz है अब Uh एक बार फिर से द्रव्यमान प्रवाह दर में बदलने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे पास अवसर हो सकते हैं जहां पाइप का व्यास स्थिर नहीं है तो आइए हम इस को ddz में बदलने की कोशिश करते हैं अब हम लिख सकते हैं WA गुणा ρh ठीक है तो यह एक बार फिर से निरंतरता से आ रहा है क्योंकि हमें पता है W A गुणा ρh गुणा Uh के बराबर है तो आइए हम यह पता लगाने की कोशिश करें कि डिफरेंटशिएशन क्या है इसलिए यहां हम इसे पहले कारक के रूप में बुला रहे हैं और 1ρh जो vh समान है लेकिन सजातीय प्रवाह के लिए Vh आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है आप इसे दूसरा कारक बुलाएंगे अब देखते हैं कि यह पार्ट डिफरेंटशिएशन द्वारा कैसे होता है आइए हम इसे बाहर रखते हैं और ddz प्लस हमारे पास G vh और फिर ddz WA है ठीक है W एक बार फिर से बदलने वाला नहीं है इसलिए यह बाहर आ जाएगा और यह ddz 1 A हो जाएगा ठीक है तो चलिए हम इस चीज़ को अलग से लेते हैं तो यह है G2 ddz vh प्लस G vh W मिल रहा है और फिर ddz 1A - 1A2 हो जाएगा अतः WA 1 A यहाँ से मैं G2 में परिवर्तित कर सकता हूँ इसलिए यह G2 ddz प्लस G2A बन जाएगा अब हम इस को माइनस में बदल सकते हैं vh गुणा बहरहाल मैं यहां dAdz चूक गया हूं तो यहाँ हमारे पास G2A vh गुणा dAdz है इसलिए यहाँ हमारे पास 2 टर्म हैं पहले जो आपको क्षेत्रफल परिवर्तन दे रहा है dAdz होगा और अगला हम ddz है जो सजातीय स्पेसिफिक वॉल्यूम है तो आइए अब हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि यह ddz कैसे बनता है तो मुझे इसे यहाँ पर सुलझाने दो तो इस ddz हम vf प्लस अल्फा गुणा vfg के रूप में लिख सकते हैं ठीक है तो ये सभी चीजें वास्तव में p का फंक्शन हैं तो dpdz क्या कर रहा होगा और फिर ddp vf प्लस अल्फा गुणा vfg होगा तो आइए हम पहले डिफरेंटशिएशन करने की कोशिश करें तो आप क्या खोज रहे होंगे यह dpdz का गुणा है तो इसे भी हमें बाई पार्ट से करना होगा इसलिए हम पता लगाएंगे मेरे सोच के हिसाब से यहां x के टर्म में है ना कि α के टर्म में है तो हम सबसे पहले लिखेंगे dvf dp प्लस यहाँ हम पार्ट डिफ्रेंटिएशन द्वारा हल करेंगे ddp प्लस ddpvfg गुणा x ठीक है तो चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं तो यह यहाँ पर dpdz बन जाता है dvf dp और यहाँ आप एक बार फिर से देख रहे हैं कि x गुणा d dpvf x गुणा dvgdp प्लस dx dp गुणा vfg तो मैंने जो अनिवार्य रूप से मैंने यहाँ पर लिखा है dvfg मैंने इस तरह इसको घटाया है तो अंततः आप dpdz मिल रहा है और यहाँ आप यह देख सकते हैं कि हमने यहाँ कामन लिया है तो हम लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं गुणा dvfdp x गुणा dvgdp और प्लस अंततः यह वास्तव में है dpdz गुणा dxdp है तो यह डेल X डेल Z गुणा vfg बन जाएगा तो मैं सारे टर्म को एक साथ दबाव गिरावट के समीकरण में डाल सकता हूं संपूर्ण दबाव गिरावट में उसके अलावा हमारे पास dpdz पोटेंशियल हेड के लिए हैं ताकि झुकी हुई ट्यूब को सामान्यीकृत करने के लिए मैं ρh G sin के रूप में लिख सकता हूं जहां थीटा क्षैतिज के साथ झुकाव है तो आप क्या कर सकते हैं यह हम G sin बटा vh के रूप में लिख सकते हैं इसलिए तो तीनों टर्मो में यह एक और अंत में यह एक और पिछला एक घर्षण कारक है जो हमने देखा है अगर हम एक साथ करते हैं तो अंत में आप इस तरह का समीकरण मिल जाएगा आप देखते हैं कि यह अंतिम समीकरण है dpdz त्वरण के लिए और यह dpdz से पोटेंशियल हेड या गुरुत्वाकर्षण हेड के लिए है और अंत में अगर हम इसे इस तरह से घर्षण हेड के साथ जोड़ते हैं तो हम अंततः प्राप्त करेंगे - dp dz इस समीकरण के रूप में तो यह एक घर्षण से आ रहा है यह 2 टर्म त्वरण हेड से आ रहा है यह गुरुत्वाकर्षण हेड से आ रहा है और अंत में आपको 1 G2 x गुणा dvg dp गुणा dvfdp मिलेगा ठीक है अब अधिकांश तरल पदार्थों के लिए आप विशेष रूप से हवा और पानी के लिए यह टर्म का पता लगा सकते हैं जो आप इस ब्रैकेट में कर रहे हैं वास्तव में लगभग 0 के बराबर होगा इसलिए आप देख सकते हैं कि अगर हम इसे रद्द करें फिर तो आपके पास dpdz इस टर्म के बराबर होगा अब अगर हम एक पाइपलाइन के अंदर अब विचार करें जो एक स्थिर क्रॉस सेक्शन है जिसे आप dAdz 0 के बराबर पा सकते है इसलिए यह टर्म भी हम छोड़ सकते हैं तो एक पाइप लाइन प्रवाह के लिए जिसमें हवा और पानी जैसे सामान्य तरल पदार्थ होते हैं आप पता लगा सकते हैं dpdz जो घर्षण हेड प्लस आपके त्वरण हेड और अंत में बोयेंसी हेड या गुरुत्वाकर्षण दबाव हेड का पता लगा सकते हैं ठीक है तो यह वह समीकरण है जो आप एक समान क्रॉस सेक्शन ट्यूब के लिए खोज सकते हैं जो की dpdz 2fhG2 बटा d गुणा vf प्लस xvfg प्लस G2 गुणा vfg गुणा dxdz प्लस g sin बटा vf प्लस x गुणा vfg के बराबर है यह मूल रूप से आपका v है जो भी मैंने यहां पर गणना में दिखाया है अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पास एक समान तप्त ट्यूब हैं इसका मतलब है कि ऐसी परिस्थितियां में पाइप परिधि के साथ ट्यूब में लगातार गर्मी के कारण चरण परिवर्तन हो सकता हैं तो यहाँ हमने दिखाया है कि ये तीर के चिन्ह वास्तव में तापक ट्यूब के लिए हैं तो जैसा कि आप पा सकते हैं परिणाम x बदल रहा है 0 से कुछ मनमाने मूल्यों के लिए हम इसे x मान लेते हैं ठीक हैं और पाइपलाइन की लंबाई डोमेन में z के बराबर 0 से z के बराबर L है यदि हमें दबाव में गिरावट का पता लगाना है पाइप के अंदर तो इसे तो इस परिस्थिति के लिए हमें क्या करने की जरूरत है p प्लस dpp तो dp दबाव में गिरावट है अब आप इस से प्राप्त कर सकते हैं हमें इस समीकरण को इंटेग्रटे करने की आवश्यकता है इस पाइपलाइन की कुल लंबाई के लिए तो आइए हम ऐसा करते हैं और पता लगाते हैं कि दबाव में गिरावट कैसे प्राप्त हो सकता है तो इस समीकरण में एक एक कर के टर्म लूंगा और बताएंगे कि dpdz कैसे बदल रहा है इसलिए पहले मैं इस घर्षण भाग को ले रहा हु इसलिए हम G2गुणा 2fh बटा G करते हैं और तब vf प्लस x गुणा vfg करते हैं तो यह हमें घर्षण भाग मिला है अब तो यह घर्षण के लिए dpdz है तो यह अगर मेरे पास है पूरी पाइपलाइन के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो मैं क्या करूंगा 0 से z या 0 से L तक इंटीग्रेशन करूंगा L पाइप की लंबाई है दें और यह dz के लिए है इसलिए हमें इसी तरह 0 से L को तक इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता है और यहाँ पर dz कर रहे हैं इसलिए अगर मैं इंटीग्रेट करने की कोशिश करता हूं तो मुझे कुछ टर्म का पता चल जाएगा तो G2D यह अब बाहर आ सकता है यहाँ हमारे x का फंक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं dzdx आप सीमा 0 से L तक ले जा सकते हैं और यहां हम इंटीग्रेशन को x के संबंध में रख सकते हैं यहां सीमा 0 से x तक होंगी इसलिए यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यह 2fhG2D और यहां dzdx 0 से L तक होगी मैं बटा लिख सकता हूँ तो वह Lx होगा और यहाँ यह vfx प्लस x22 गुणा vfg हो जाएगा इसलिए अंत में 2 गुणा fh G2 LD गुणा x मिलेगा यहाँ पर मैं घटा सकता हूं इसलिए vf प्लस x 2vfg तो यह घर्षण दबाव गिराव से आता है आप यहां देख सकते हैं कि मैंने 2 गुणा fh G2 L बटा D गुणा vf प्लस x2 गुणा vfg दिखाया है तो इस टर्म को z के संबंध में 0 से L तक इंटीग्रेशन करके आ रहा है ठीक है इसी तरह हम बाकी टर्म के लिए भी कर सकते हैं तो आप यहाँ G2 vfg G2 vfg देख सकते हैं और हमारे पास डेल X डेल Z कर सकते हैं रहे हैं यदि आप dz के संबंध में 0 से L तक इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको केवल x मिलेगा तो हम यहाँ Gsin vf प्लस xvfg ले रहे हैं अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको यह टर्म मिलेगा तो ऐसी स्थिति में जहां गुरुत्वाकर्षण दबाव गिराव हमें यह हेड प्राप्त होगा चरण परिवर्तन के संबंध में प्राप्त होगा जिस समय भी उपस्थिति होगा जब भी चरण परिवर्तन उपस्थित हो एक पाइपलाइन के अंदर जो कि एक समान तप्त है जो भी हमें दबाव गिराव के लिए मिलता है वास्तव में यह निर्णायक है जो समान रूप से गर्म है आगे हम समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ समस्या कथन इस प्रकार है 1 सेंटीमीटर व्यास की एक क्षैतिज ट्यूब तो यह व्यास 1 सेंटीमीटर है तो 10 मिलीमीटर यहाँ पर और 25 मीटर की लंबाई इतनी लंबाई 25 मीटर है जिसमें तरल वाष्प मिश्रण 70 बार पर है तो दबाव 70 बार है ट्यूब के माध्यम से प्रवाह दर 012 किलोग्राम प्रति सेकंड kgsec है तो यहां पर 012 किलोग्राम प्रति सेकंड समग्र प्रवाह दर W है ट्यूब को समान रूप से परिधि में गर्म किया जाता है तो हम परिधि से गर्मी दे रहे हैं ठीक है 100 किलो वाट की गर्मी प्रवाह के साथ तो गर्मी प्रवाह जो भी आप दे रहे हैं वह 100 किलो वाट है आपको दबाव गिराव का पता लगाना है यदि प्रवाह अंतर्गम पर ड्राए सैचुरेटेड है तो अंतर्गम पर हमारे पास x 0 के बराबर है तो आइए हम इस समस्या को हल करने का प्रयास करें तो पहले हम इसका पता लगा लेते हैं दबाव 70 बार के बराबर होता है वे कौन से गुण हैं जिनसे हम पानी से पता लगा सकते हैं ट्विन टेबल कि Tsat 2857 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है μf आएगा 956 गुणा 10 6 μg 19 गुणा10 6 के बराबर आएगा vf 1351 गुणा 10 3 है vg 002753 और तापीय धारिता तरल के लिए 1267 किलो जूल प्रति किलो KJKg है और गैस के लिए 2772 किलो जूल प्रति किलो KJKg है अब पहले हमें सतही वेग G का पता लगाते हैं जो कि W बटा A है तो w दिया हुआ है A हम पता लगा सकते हैं क्योंकि ट्यूब व्यास दिया गया है तो हम पता लगा सकते हैं कि सतही वेग 1528 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड kgm2s में आता है अब हम देखते हैं कि क्या तापीय धारिता में परिवर्तन हो रहा है तो क्या आप द्रव्यमान प्रवाह दर W जानते हैं और जो भी गर्मी की मात्रा दी जाती है तो हम पता लगा सकते हैं कि तापीय धारिता परिवर्तन डेल्टा i Q बटा W होगा और दोनों Q और W दिया गए है इसलिए हम पता लगा सकते हैं कि डेल्टा i कुछ भी नहीं है लेकिन 833 गुणा 105 जूल प्रति किलो JKg है अब यह गर्मी वास्तव में चरण परिवर्तन के लिए अवशोषित किया जा रहा है तो हम पता लगा सकते हैं कि बाहर निकलने पर गुणवत्ता कैसी होगी डेल्टा i बटा ifg यदि इस 2 के बीच जी घटाव किया जाता है तो आप इस निकास पर प्राप्त कर सकते हैं कि यह गुणवत्ता होगी इसलिए यह 0 से शुरू हो रहा है और यह 0553 पर समाप्त हो रहा है आइए अब हम रेनॉल्ड्स संख्या Reynold's number का पता लगाने की कोशिश करते हैं अंतर्गम पर और निकास पर तो रेनॉल्ड्स संख्या Reynold's number GD μf होगा तो यह एक तुर्बुलेंट प्रकृति का है तो यह समझने के लिए कि हमें क्या करना है घर्षण कारक का पता लगाना हम fx 079 गुणा Reh 14 और घर्षण कारक अंतर्गम पर 395 गुणा 10 3 हो जाता है इसी तरह निकास पर हमें पता चलता है कि μh 296 गुणा 10 5 के बराबर है इसके लिए हमने मैक एडम्स सूत्रीकरण का उपयोग किया है जो मैंने x मूल्य का उपयोग करके आपको बताया है और μh और μg हम इस μh का पता लगा सकते हैं तो निकास पर रेनॉल्ड्स संख्या Reynold's number GD μh बन जाएगी और इस मान का उपयोग करके मैं स्पष्ट रूप से मैं 516 गुणा 10 5 निकाल सकता हूं और यह भी टर्बूलेंट प्रवृत्ति के अंदर आएगा तो आप एक ही सूत्रीकरण का उपयोग करके घर्षण कारक का पता लगा सकते हैं और यह 295 गुणा 10 3 इसलिए एक बार जब हमें घर्षण कारक मिलता है तो औसत घर्षण कारक का पता लगाना बहुत आसान होता है जो कुछ भी नहीं है लेकिन fx 12 f exit प्लस f in के बराबर है यह 345 गुणा 10 3 है अब पहले ही हम पिछली कुछ स्लाइड्स में बता चुके हैं घर्षण दबाव गिरावट क्या होगा हम जानते हैं कि घर्षण दबाव में गिरावट 2fhG2 LD गुणा vf प्लस x2 गुणा vfg होगा सभी मान जो हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं fh यह एक है तो हम पता लगा सकते हैं कि घर्षण के कारण 346 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर KNm2 दबाव में गिरावट होगा इसी प्रकार त्वरण दबाव ड्रॉप G2 गुणा vfg गुणा x होगा x हम निकास पर जानते हैं तो हम पता लगा सकते हैं 338 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर KNm2 आ जाएगा और जैसा कि पाइपलाइन क्षैतिज है गुरुत्वाकर्षण गर्मी के कारण कोई दबाव ड्रॉप नहीं होगा तो dp z 0 के बराबर है क्योंकि थीटा 0 है तो अगर आप इस चीज़ों को जोड़ते हैं तो कुल दबाव गिरावट होगा 684 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर KNm2 होगा ठीक है तो इस तरह हम पाइप के अंदर दबाव में गिरावट का पता लगा सकते हैं जो समान रूप से गरम किया गया है हमने जो किया है उसे संक्षेप में बताने के लिए हमने यहाँ सजातीय प्रवाह के लिए मॉडल समीकरण पर चर्चा की है ठीक है हमने आपको यह भी दिखाया है कि चरण परिवर्तन के मामले में और परिवर्ती क्रॉस सेक्शन गर्म ट्यूब के मामले में दबाव में गिरावट की गणना कैसे करें ठीक है हमने कुछ गणना प्रक्रिया को भी देखा है लमीनार और टर्बुलेंट प्रवृत्ति लमीनार और टर्बुलेंट प्रवृत्ति के लिए घर्षण दबाव में गिरावट का पता कैसे लगाएं यह भी हमने देखा है इस व्याख्यान के अंत में अपनी समझ का परीक्षण करने के लिए अंत में हम कुछ प्रश्न लेते हैं तो पहले एक सजातीय प्रवाह के लिए आवश्यक मान्यताओं कि Ug Uf से अधिक हैं Ug Uf के बराबर हैं Ug Uf से कम हैं और ρf ρg के बराबर हैं तो जाहिर है इसका जवाब हम सभी को मिल रहा है अपने सही जवाब Ug Uf के बराबर हैं दूसरा सवाल सजातीय मॉडल आपका कुंडलाकार और स्लग प्रवाह बुलबुली प्रवाह और विस्पी कुण्डलाकार प्रवाह बुलबुली और स्लग प्रवाह और अंत में मंथन और तुर्बुलेंट प्रवाह के लिए उपयुक्त है तो जवाब है सजातीय प्रवाह की प्रयोज्यता बुलबुली और विस्पी कुंडलाकार प्रवाह आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न दिया गया है कि पाइप के अंदर टर्बुलेंट प्रवाह घर्षण कारक दिया हुआ है जिस तरह हमने 4 अलग अलग समीकरण दिए हैं टर्बुलेंट प्रवाह के लिए तो कौन सा सही उत्तर है हम सभी द्रव यांत्रिकी ज्ञान से जानते हैं अतः सही उत्तर fh 0079 Reh14 है तो इस ज्ञान के साथ हम इस व्याख्यान को समाप्त करेंगे अगले व्याख्यान में मिलते हैं धन्यवाद